आइए अब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में संक्षेप में चर्चा करें रेसिप्रोकेटिंग पंप में इस तरह का एक आवरण होता है यह एक बंद आवरण है बेलनाकार यह इनलेट है और यह आउटलेट है यह सक्शन की तरफ है और यह डिलीवरी की तरफ है इसमें एक तरफ पिस्टन होता है और यह पिस्टन इस चेंबर में आगे और पीछे चलता है और चेंबर में दबाव अंतर पैदा करता है यह पिस्टन एक क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है जो व्हील से एक कैम से जुड़ा होता है और यह व्हील डीसी मोटर या एसी मोटर के माध्यम से घूमता है इसलिए जैसे ही यह पहिया घूमता है यह क्रैंक शाफ्ट यहां कुछ दूरी पर पहुंच जाता है और यह तब होता है जब यह अधिकतम हो जाता है और फिर जब क्रैंक स्थिति इस स्थिति में आती है तो यह अधिकतम हो जाएगा तो यह अधिकतम अंदर और बाहर स्ट्रोक की लंबाई होगी तो यह व्यास है मैं उसे d लिखूंगा अब दो वाल्व हैं एक इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व है दो स्टॉपर्स हैं तो जिसका अर्थ है वे यूनिडायरेक्शनल एक दिशा वाले वाल्व हैं तो मैं एक वाल्व वहाँ और एक वाल्व यहाँ रखता हूँ तो वाल्व उठ सकता है और पानी को अंदर आने की अनुमति दे सकता है इसी तरह यहाँ वाल्व उठ सकता है और पानी को बाहर जाने की अनुमति दे सकता है लेकिन पाइप में पानी का दबाव देखेगा कि पानी चैम्बर में वापस ना आये इसी तरह यहाँ कोई उल्टा प्रवाह नहीं है तो यह इनलेट है और यह आउटलेट है अब यह स्ट्रोक की लंबाई होगी यदि हम लेते हैं कि यह पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जाता है इसलिए यह मात्रा बदलती रहती है अब Q डॉट डिस्चार्ज दर या प्रवाह दर है और यह आनुपातिक है सिलेंडर के इस क्षेत्र स्ट्रोक की लंबाई यह वह मात्रा है जिसे वह विस्थापित करने जा रहा है प्रति सेकंड स्ट्रोक की संख्या में निर्वहन दर प्रति सेकंड स्ट्रोक की संख्या मूल रूप से इस व्हील रोटेशन की गति पर निर्भर करती है तो a π 4 d2 × s × ω है इसलिए यह ω के आनुपातिक है D स्थिरांक है निश्चित मात्रा स्ट्रोक की लंबाई है यह एक निश्चित मात्रा है ω एकमात्र बदल रहा है तो आप देखेंगे कि Q डॉट ω के आनुपातिक है और देखे कि यह दबाव से स्वतंत्र है या हेड से स्वतंत्र है अब यह इस रेसिप्रोकेटिंग पंप की सुंदरता है यह वास्तव में एक स्थिर प्रवाह दर पंप है तो यदि आप प्रवाह दर बनाम हीट को ड्रा करते है तो यह ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यह है यह आदर्श अर्थ में लंबवत रूप से ऊपर जाता है तो दबाव से स्वतंत्र यह एक विशेष प्रवाह दर प्रदान कर सकता है इसलिए अलग अलग पॉवर पर आपको अलग अलग प्रवाह दर मिलेंगी और आदर्श अर्थ में हेड जो भी हो उससे प्रवाह दर को स्वतंत्र रखा जा सकता है लेकिन व्यावहारिक रूप में जैसे जैसे हेड हेड की तरफ बढता है प्रवाह दर थोड़ी कम हो जाती है तो कम या ज्यादा यह एक निरंतर प्रवाह दर पंप है यह कम गति पर संचालित होता है यह क्रैंकिंग कम गति पर होटी है और इसलिए मोटर इससे जुड़ी होती है आम तौर पर वे उच्च गति पर होते हैं और फिर आपको गियरिंग तंत्र की आवश्यकता होती है और इसलिए एक गियर बॉक्स की आवश्यकता होती है जो इसे महंगा बनाता है और इसलिए रेसिप्रोकेटिंग पंप को आमतौर पर कम बिजली और कम खर्च वाले पंप अनुप्रयोगों में पसंद नहीं किया जाता है और यहीं सेन्ट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप से आगे निकल जाते है और यह सेन्ट्रीफ्यूगल का लाभ बन जाता है